पिछले विडियो मे हमने क्वॉशेंट रिंग की महत्वपूर्ण थेओरेमस को देखा था वहाँ हमारे पास तीन भाग थे एक था की रिंग होमोमोर्फिस्म एक सबरिंग होता है जो की बहुत आसान है दूसरे भाग को प्रथम आइसोमोर्फिसम थेओरेम कहते है जिसके अनुसार यदि आपके पास R से S मे एक रिंग होमोमोर्फिस्म है यह एक ओंटो होमोमोर्फिस्म है तब R mod कर्नल फै S के आइसोमोर्फिक होगा ओर तीसरा भाग है की रिंग R के आइडियलस जिनमे कर्नल हो तथा रिंग S के आइडियलस मे बाइजेक्टिव करस्पोंडेंस होता है तो मैं इस विडियो मे पुरानी थेओरेमस के प्रयोग को कुछ उदाहरण प्रदर्शित करना चाहती हूँ चलिए मैं R mod x के उदाहरण से शुरू करती हूँ जो मैंने कुछ विडियो पहले किया था तो यदि आपके पास हो तो याद कीजिए की मैंने पहले के विडियो मे प्रदर्शित किया था की यह दोनों रिंगस के मध्य आइसोमोर्फिसम है तो चलिए मैं उसे आज पुनः सिद्ध करती हूँ तथा जैसा की मैंने कहा की यह एक महत्वपूर्ण आइसोमोर्फिसम है यदि आपको यह आइसोमोर्फिसम समझ आजता है तो आपको वास्तव मे रिंग थ्योरी की महत्वपूर्ण चीज समझ आ गई है तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे मे आपको सावधानी से सोचना तथा समझना हैं परंतु इसे एक अलग तरह से सिद्ध करने के लिए तो मैं एक एक्सर्साइज़ का प्रयोग करूंगी जिसे मैंने पहले उल्लेखित किया था परंतु मैंने इन्हे हल नहीं किया है परंतु इसका हल बिलकुल दूसरी थेओरेम की तरह है जो मैंने पहले की थी तो माना की K एक फील्ड है याद कीजिए की फील्ड एक रिंग होता है जहां प्रत्येक अशून्य एलिमेंट एक यूनिट है दूसरे शब्दों में इसका मल्टीप्लीकेटिव इन्वेर्स है तो चलिए मानते है की I K मे एक आइडियल है याद रखे की K हमेशा K के एक वारियाबले वाले पॉलीनोमीयल रिंग को प्रदर्शित करता हैं तो I K का एक आइडियल है तो K मे एक ऐसा मॉनिक पॉलीनोमीयल f याद है मॉनिक पॉलीनोमीयल क्या होता है मॉनिक का सरल अर्थ है की इसका मुख्य गुणांक 1 होता है तो यदि यह 10 डिग्री का पॉलीनोमीयल है अर्थात x की सबसे बड़ी घाट 10 है तो x की घाट 10 का गुणांक 1 होगा ऐसा मॉनिक पॉलीनोमीयल f विध्यमान होगा की I f द्वारा जनरेट किया आइडियल के बराबर होगा तो यह नोटेशन जो मैंने प्रयोग मे लिया है इसका सामान्य अर्थ इंटीजर रिंग मे होता है ऐसा है क्योकि यदि आप 2 पर ब्रैकेट लगाए तो इसका अर्थ हुआ की यह 2 के द्वारा जनरेट किया गया आइडियल है इसका अर्थ हुआ की सेट का प्रत्येक एलिमेंट 2 का मुल्टिप्ल होगा यह ऐसी ही चीज है तो इसका अर्थ हुआ की I का प्रत्येक एलिमेंट f का गुणांक है अर्थात यह g टाइम्स f की तरह का है जहां g K का अर्बिट्ररी एलिमेंट है तो एक अकेले एलिमेंट से आइडियल जनरेट होने का अर्थ है वह एलिमेंट टाइम्स कोई भी एलिमेंट तो यह क्यो है तो यह बिलकुल वैसा है जैसा मैं सिद्ध किया था इंटीजर रिंग का कोई भी आइडियल nZ की तरह का होता है जहां n कोई अशून्य इंटीजर है याद करे की यह मैंने अपने कुछ पहले के विडियो मे सिद्ध किया था यहाँ मुख्य अवधारणा डिविजन एल्गॉरिथ्म की है तो हम 0 आइडियल से शुरू करेगे यह पहले ही 0 टाइम्स Z प्रकार का है यदि यह 0 आइडियल नहीं है तो इसमे कोई अशून्य संख्या होनी चाहिए तब इसमे कोई धनात्मक इंटीजर होना चाहिए क्योकि आइडियल इन्वेर्सस के लिए क्लोज़ होता है तो यदि इसमे अशून्य एलिमेंटस है तो इसमे धनात्मक एलिमेंटस होगे ओर तब हम I के सबसे छोटे एलिमेंट को लेगे ओर तब हम डिविजन एल्गॉरिथ्म का प्रयोग करेगे यह दिखने के लिए की सभी इसके मल्टीपल है क्योकि हम इस सबसे छोटे एलिमेंट से डिवाइड कर सकते है रेमिंदर इस एलिमेंट से स्ट्रिक्टली छोटा होने चाहिए तो यह ऐसा नहीं हो सकता है यदि याद धनात्मक है तो यह 0 होना चाहिए दूसरे शब्दो मे रेमिंदर 0 होगा इसी प्रकार से K मे भी सिद्ध किया जा सकता है क्योकि हम पॉलीनोमीयल को भी उसी तरह डिवाइड कर सकते है जैसे इंटीजरस को याद कीजिए की किसी भी पॉलीनोमीयल f को डिवाइड करने के लिए हम चाहते है की उसका मुख्य गुणांक यूनिट हो परंतु फेल्ड मे तो सभी अशून्य एलिमेंट यूनिट होता है ओर परिभाषा से मुख्य गुणांक अशून्य है तो हम हमेशा किसी पॉलीनोमीयल से डिवाइड का सकते है किसी भी अशून्य पॉलीनोमीयल को यदि एक f अशून्य पॉलीनोमीयल से हम डिवाइड कर सकते है की पॉलीनोमीयल को एक फील्ड या एक पॉलीनोमीयल रिंग मे तो यही कारण है की हम सामान्य R मे क्यो नहीं डिवाइड कर पते ओर इसी तरह का कोई स्टेटमेंट R के लिए हमारे पास क्यो नहीं है जहां R एक अर्बिट्ररी रिंग हैं यह केवल तभी सत्य है जब K एक फील्ड हो दूसरे शब्दो में यदि के एक रिंग हो तो यह सत्य नहीं होगा जैसा की हम बाद के उदाहरणो मे देखेगे तो दूसरे शब्दो मे हम प्रदर्शित करना चाहते है की यहाँ कुछ है तो कम से कम धनात्मक एलिमेंट का अनलोगुए क्या होता है आप क्या करेगे यदि K मे आइडियलस अशून्य हो तो मैं यह नहीं कौंगी मैं यह आपके करने के लिए छोड़ दूँगी क्योकि यह बिलकुल समान है आप एक आइडियल लीजिए अब अगर यह 0 है तो आपका काम हो गया क्योकि यह 0 से जनरेट होता है यदि यह 0 नहीं है तो पॉलीनोमीयल लीजिए अशून्य पॉलीनोमीयल जिसकी डिग्री सब से कम हो या आप एक सबसे कम डिग्री वाला मॉनिक पॉलीनोमीयल ही ले लीजिए ओर उससे डिवाइड कीजिए आर्ग्यू की रेमिंदर 0 होना चाहिए तो चलिए मैं अब इसके बारे में ओर नहीं कहूँगी भविष्य में प्रश्नो के भाग मे मैं इसे विसटर से करने का प्रयास करूंगी तो मैं इसका प्रयोग करूंगी तो विषेशरूप में यदि Rx मे यदि R रियल संख्याओ का फील्ड है तो प्रत्येक आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है तो चलिए इसका प्रयोग करते हैं तो रिंग होमोमोर्फिस्म पर ध्यान दीजिए तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस सिद्ध करूंगी जिसे हमने पिछले विडियो मे सिद्ध किया था तो R से C पर रिंग होमोमोर्फिस्म पर ध्यान दीजिए जो f को f i पर ले जाता है तो i हमेशा 1 का स्कवेर रूट होता है तो यह फलन क्या है f f पर जाता है इसे आसानी से जाँचा जा सकता है की यह रिंग होमोमोर्फिस्म है वास्तव मैं तो मुझे लगता है जब मैंने रिंग होमोमोर्फिस्म बताया था तब मैंने इसी तरह के एक उदाहरण पर चर्चा भी की थी तो यह यह रिंग होमोमोर्फिस्म है मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी तो चलिए मानते है की यह रिंग होमोमोर्फिस्म है हम क्या कर रहे है की एक रियल गुणांकों वाला पॉलीनोमीयल ले तथा आप उसे इमेजीनरी संख्या i के लिए ज्ञात करे तो x के स्थान पर i रखने से आपको एक कॉम्प्लेक्स संख्या प्राप्त होगी तो यह C का एक एलिमेंट होगा तो यह रिंग होमोमोर्फिस्म हैं इसका कर्नल क्या है फाई का कर्नल क्या है तो प्रश्न यह है की फाई का कर्नल क्या है यह है पॉलीनोमीयल रिंग R के सभी एलिमेंटस है तो यह f R में है तो i का f 0 है तो अब मैं जानती हूँ क्योकि यहाँ बावजूद इसके एक्सर्साइज़ जो मैंने यहाँ उल्लेखित किया था कर्नल फाई में प्रत्येक आइडियल a है पॉलीनोमीयल रिंग का प्रत्येक आइडियल अकेले एक एलिमेंट द्वारा जनरेटेड हैं तो ऊपर के को एक्सर्साइज़ करने से वहाँ एक मॉनिक पॉलीनोमीयल f R मे ऐसा होगा की कर्नल फाई f से जनरेटेड आइडियल होगा तो कर्नल फाई को ज्ञात करने के लिए मुझे केवल f को ज्ञात करना है चलिए f को ज्ञात करते है तो कर्नल के एलिमेंटस क्या है आप परिभाषा से जानते होगे की I x स्कवेर 1 कर्नल मे है क्योकि I स्कवेर 1 0 है तो यदि आप x स्कूयार्ड 1 तथा x को i रखने पर यह 0 हो जाता है तो x स्कूयार्ड 1 कर्नल है तो इसका अर्थ है की f कर्नल f का जनरेटोर है तो दूसरे शब्दों में f टाइम्स g x स्कूयर 1 कुछ के लिए है याद कीजिए की यह f से जनरेटेड आइडियल की परिभाषा है आइडियल का प्रत्येक एलिमेंट f का मल्टिपल होना चाहिए x स्कूयार्ड 1 कर्नल का एलिमेंट हैं तो इसे f का मल्टिपल होना चाहिए इसका अर्थ है क्योकि यह 2 डिग्री का है तो f की डिग्री 0 या 1 या 2 है अर्थात क्योकि यदि आपके पास एक ऐसा पॉलीनोमीयल हो जो की 2 डिग्री के पॉलीनोमीयल को डिवाइड करता हो तो उसकी डिग्री 2 या 2 से कम होनी चाहिए क्योकि प्रॉडक्ट की डिग्री f तथा g की डिग्रीयों का योग होती है अतः f की डिग्री 0 1 या 2 होगी तो चलिये संभावनाओ पर विचार करते है क्या f की डिग्री 0 हो सकती है याद है इसका अर्थ क्या होता है F की डिग्री 0 होने का अर्थ है की यह कोंस्टंट है परंतु तब f का फाई क्या होगा तो f एक कोंस्टंट है चलिए इसे R मे a मानते है यह डिग्री 0 का पॉलीनोमीयल है अर्थात यह कोंस्टंट a है परंतु तब यह केवल a है परंतु क्योकि यदि यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं है की एक कोंस्टंट पॉलीनोमीयल मे x को सब्स्टीट्यूट किया जाए फलन फाई के अंतर्गत एक कोंस्टंट खुद एक कोंस्टंट पर जाता है तो यहाँ दूसरे शब्दो मे a a पर जाता है परंतु क्योकि f कर्नल का जनरेटर है तथा विशेषरूप से f कर्नल फाई मे है f 0 इसका अर्थ है की a 0 है इसका अर्थ है f0 परन्तु यहाँ एक समस्या है की f 0 कैसे x1b हो सकता है एक 0 x स्कूयार 1 तब नहीं हो सकते मल्टीपल 0 fx1 का नहीं हो सकता 0 का मल्टीपल क्योकि a स्वाभाविकरूप से 0 का मल्टीपल 0 होता है तो दूसरे शब्दों मे f की डिग्री 0 नहीं हो सकती तो आशा है की प्रूफ साफ है तो f 0 डिग्री का नहीं हो सकता अब चलिए देखते है f की डिग्री 1 है तो क्या यह संभव है याद कीजिए f को मॉनिक पॉलीनोमीयल चुना गया है यहाँ एक मॉनिक पॉलीनोमीयल f इस प्रकार का है की कर्नल फाई के सभी f के मल्टीपल है तो यदि f एक मॉनिक है इसका अर्थ हुआ f डिग्री 1 का है तथा मॉनिक का अर्थ हुआ की f x a प्रकार का है 1 डिग्री के पॉलीनोमीयल क्या होता है X की उच्चतम पावर 1 है तो xa या x a सामान्य रूप से आपके पास गुणांक हो सकते है परंतु क्योकि यह मॉनिक है गुणांक 1 है परंतु तब याद कीजिए की f कर्नल मे है जैसा की मैंने उल्लेखित किया था तो इसका अर्थ हुआ की x a कर्नल मे है परंतु इसका अर्थ है i a कर्नल मे है तो i a का मान 0 है क्योकि x a को फाई से मॅप किया है तो i k पनतु इसका अर्थ हुआ I a के बराबर है परंतु यह एबसर्ड भी है यह एबसर्ड क्यो है यह एबसर्ड है क्योकि a एक रियल संख्या है I एक इमेजनरी संख्या है I रियल संख्या नहीं है तो एक रियल संख्या I के बराबर नहीं हो सकती तो 1 भी संभव नहीं है तो f की डिग्री 2 होनी चाहिए इसका अर्थ है f x स्कवेर 2 के बराबर है x स्कवेर 1 के बराबर है f इनमे से कुछ भी हो सकता है क्योकि यह दोनों ही मॉनिक पॉलीनोमीयल है जो की x स्कवेर 1 को डिवाइड करता है इसका अर्थ हुआ की यह x स्कवेर 1 टाइम्स कोंस्टंट होना चाहिए याद रखिए की fg की डिग्री यहाँ 2 है तो f की डिग्री 0 होने का अर्थ है g की डिग्री 0 होगी f की डिग्री 1 होने का अर्थ है g की डिग्री 1 ओर f की डिग्री 0 होने पर g की डिग्री 2 होगी ऐसा स्थापित किया जा चुका है इसका अर्थ है g की डिग्री 0 होने का अर्थ है की यह कोंस्टंट है परंतु f एक मॉनिक पॉलीनोमीयल है x स्कवेर 1 तो g 1 होना चाहिए तो f x स्कवेर 1 है इसका अर्थ हुआ की कर्नल फाई x स्कवेर 1 होगा तो अब आइसोमोर्फिसम थेओरेम के अनुसार क्या होता है विषेशरूप से R x mod तो मैं इसे यहाँ लिखूँगी परंतु यहाँ एक अतिरिक्त तथ्य भी है जाँचने के लिए तो पिछले विडियो से प्रथम आइसोमोर्फिसम थेओरेम क्या कहती है यदि आपके पास R से S मे एक रिंग होमोमोर्फिस्म है तो R mod कर्नल फाई S के आइसोमोर्फिक होगा हालांकि याद कीजिए की यह ओंटो होना चाहिए तो हमारे स्थिति मे हमारे पास R से C मे यह है हमारे पास फाई का कर्नल x स्कवेर 1 है तो R x mod कर्नल की आइसोमोर्फिक इमेज है तो यह जाँचना रह गया है दूसरे शब्दों मे तो मैं अभी यह नहीं कह सकती हूँ मुझे यह जाँचना होगा की फाई ओंटो है परंतु मैं यह क्लैम करती हूँ की यह ट्रिवियल है तो मैं सबसे पहले मानती हूँ की फाई ओंटो है यदि यह ओंटो है तो प्रथम आइसोमोर्फिसम थेओरेम से हमारे पास यह है परंतु फाई ओंटो क्यो है तो चलिए कॉम्प्लेक्स संख्या से एक अर्बिट्ररी एलिमेंट aib लेते है तब याद कीजिए की इसका अर्थ हुआ की a b रियल संख्याएँ है तब axb का फाई aib होगा क्योकि याद कीजिए की axb R का पॉलीनोमीयल है क्योकि a b रियल संख्या तथा इसकी इमेज को ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर i रखना होगा तथा आपको aib प्राप्त होजाएगा तो फाई ओंटो है तो फाई Rx से C पर ओंटो है मैप फाई ओंटो है इसका कर्नल x स्कवेर 1 हैं तो हम निष्कर्ष है Rx mode x स्कवेर 1 C तो यह इस महतवपूर्ण रिंगस आइसोमोर्फिसम का एक ओर प्रूफ है जो मैंने पहले के विडियो मे किया था परंतु अब यह प्रथम आइसोमोर्फिसम थेओरेम का प्रयोग करेगी अब यह प्रथम आइसोमोर्फिसम थेओरेम का प्रयोग है चलिए हम अंतिम विडियो की थेओरेम के अंतिम भाग का प्रयोग करते है तो चलिए अब कोरेस्पोंडेंस थेओरेम क्या कहती है उसका प्रयोग करते है चलिए देखते है की कोरेस्पोंडेंस थेओरेम क्या कहती है कोरेस्पोंडेंस थेओरेम कहती है तो हमारे पास Rx से C मे फाई है हमने पहले ही स्थापित कर लिया है की Rx mod x स्कवेर 1 C के आइसोमोर्फिसम है तो यह अन हो चुका है कोरेस्पोंडेंस थेओरेम क्या कहती है इसके अनुसार Rx मे वह आइडियल जिसमे कर्नल फाई हो उसका C के आइडियल से बाइजेक्टिव कोरेस्पोंडेंस होगा तो चलिए इसे विसटर से लिखते है Rx मे वह आइडियल जिसमे x स्कवेर 1 हो उसका C के आइडियल से बाइजेक्टिव कोरेस्पोंडेंस होगा तो यह कोरेस्पोंडेंस थेओरेम कहती है परंतु C के आइडियल क्या है यहाँ निश्चित 2 आइडियल है तो याद कीजिए की C एक फील्ड है किसी भी फील्ड के निश्चित 2 ही आइडियल होते है नामतः 0 तथा C तो यहाँ केवल दो आइडियल है तो हम निष्कर्षित कर सकते है की Rx मे केवल वह आइडियल जिसमे x स्कवेर 1 होगा R यहाँ केवल दो आइडियल है क्योकि इस सेट मे केवल दो एलिमेंटस है इन दोनों सेट्स के मध्य बाइजेकशन से इस सेट मे दो एलिमेंट होगे तथा यह सेट क्या होगा Rx मे x स्कवेर 1 के रखने वाला आइडियल तो यहाँ x स्कवेर 1 के रखने वाले केवल दो आइडियल होगे तथा x स्कवेर 1 को रखने वाला एक आइडियल x स्कवेर 1 होगा ओर एक Rx होगा कोई अन्य नहीं तो यह बिन्दु है जिस पर मैं ध्यान देना चाहती हूँ तो दूसरे शब्दो मे यदि आपके पास एक आइडियल x स्कवेर 1 है x स्कवेर 1 को कंटेन करने वाले R x मे एक आइडियल I है इसका अर्थ है I या तो x स्कवेर 1 या R x इनके बीच में कुछ नहीं तो इस तरह के आइडियलस को मैक्सिमल आइडियल कहते है तो x स्कवेर 1 एक मैक्सिमल आइडियल है तो मैं इसे फोर्मली बाद मे परिभाषित करूंगी परंतु यह बस आपको एक थोड़ा सा बताने के लिए की मैक्सिमल आइडियल किसे कहते है यह दिखाया जहां मैक्सिमल आइडियलस वह आइडियल है जिनमे यह प्रॉपर्टि होती है की उन्हे कोई आइडियल कंटेन नहीं करता केवल उनको खुद को या पूरे रिंग को छोड़ कर तो अब करस्पोंडेंस थेओरेम का प्रयोग कर के हमारे पास यह महत्वपूर्ण परिणाम है तो अब मैं कुछ ओर उदाहरणो को करना चाहती हूँ यह उदाहरण आपको रिंग होमोमोर्फिस्म तथा रिंग होमोमोर्फिस्म के कर्नल के बारे मे जानने मे बहुत सहायता मिलेगी तो चलिये निम्न को करते है तो यह एक ओर उदाहरण है तो वास्तव मे चलिए केवल एक उदाहरण करते है जो की करस्पोंडेंस थेओरेम के बारे मे हो तो प्रश्न रिंग C t का t स्कवेर 1 तरह का आइडियल ज्ञात करने का है t स्कवेर 1 से डिवाइडेड C t तो अब यह बाइजेक्टिव करस्पोंडेंस थेओरेम का प्रयोग है परंतु मैं इसे सही से करने चाहती हूँ तो चलिए मैं इस रिंग को R मानते है हमे यह नहीं पता की यह रिंग क्या है मैं यह जानना भी नहीं चाहती की यह रिंग क्या है वास्तव में मैं यह भी नहीं जानती हूँ की इस रिंग को ज्ञात करना क्या होता है प्रश्न केवल इस रिंग का आइडियल ज्ञात करने का है तो याद कीजिए की करस्पोंडेंस थेओरेम के अनुसार यदि आपके पास एक रिंग होमोमोर्फिस्म है तो कैसे इससे आइसोमोर्फिसम प्राप्त करे क्वॉशेंट रिंग तथा कोडोमैन रिंग तथा तब इन दो रिंगस के आइडियलस मे करस्पोंडेंस क्या है तो यहाँ रिंग होमोमोर्फिस्म पर ध्यान दीजिए यहाँ R पहले ही क्वॉशेंट रिंग के रूप मे दिया गया हैं तो मैं यह निम्न रिंग होमोमोर्फिस्म परिभाषित कर सकती हूँ C t से R मे R क्या है R C t मॉड्युलो t स्कवेर 1 तथा यह फलन क्या है मैं इसे केवल f से f पर भेजना चाहूँगी याद रखिए की t bar हमेशा t के कॉसेट को प्रदर्शित करता है समान्यतया क्वॉशेंट रिंग के bar से कोसेट्स को प्रदर्शित करना आसान होता है तो मैं एक एलिमेंट को लेती हूँ t मे एक पॉलीनोमीयल मैं t को t bar से बदल दूँगी बाकी सभी छीजे वैसी ही रहेगी जैसी है तो परिभाषा से यह R का एलिमेंट है तो यह एक एक्सर्साइज़ है फाई ओंटो है यह स्पष्ट है क्योकि t bar इमेज मे है क्योकि t जब t bar मे जाता है यहाँ जो भी है वह t bar मे पॉलीनोमीयल हो जाता है तो यह इमेज में है तथा फाई का कर्नल विशेषरूप से t स्कवेर 1 हैं तो इस तरह से हम R को Ct mod t स्कवेर 1 के आइसोमोर्फिक बनाएगे तो मैं इसे जाँचने का कार्य आप पर छोड़ती हूँ तो यह सरल है यह एक एक्सर्साइज़ है यह भी एक एक्सर्साइज़ है परंतु यह आसान एक्सर्साइज़ है यह थोड़ा ही अधिक कार्य है पुनः इस तथ्य का प्रयोग करगे की Ct का प्रत्येक आइडियल केवल एक एलिमेंट द्वारा जनरेट किया जाता है क्योकि C एक फील्ड है t स्कवेर 1 इसके कर्नल मे होगा क्योकि t स्कवेर 1 से t bar स्कवेर 1 पर जाएगा परंतु t bar स्कवेर 1 0 है तो t स्कवेर 1 कर्नल मे है तथा आप कहेगे की कर्नल मे कोई लिनियर पॉलीनोमीयल नहीं है तो यह अंतिम उदाहरण है मैं यह आपके लिए छोड़ती हूँ तो निष्कर्ष मे करस्पोंडेंस थेओरेम कहता है की करस्पोंडेंस थेओरेम R के आइडियलस प्रदान करती है जिसमे की हमारी रुचि बाइजेक्टिव करस्पोंडेंस को ज्ञात करने मे है Ct के आइडियलस के साथ जिसमे t स्कवेर 1 कंटेन होता है करस्पोंडेंस थेओरेम क्योकि t स्कवेर 1 Ct mod t स्कवेर 1 का t स्कवेर 1 आइडियल होगा तो R के आइडियल ज्ञात करने के क्रम मे मुझे Ct के आइडियल ज्ञात करने होगे जो t स्कवेर 1 को कंटेन करते हो तो चलिए इसे अब करते है तो मानते है की I R का एक आइडियल है Ct मे t21 है देखे की सब से पहले ध्यान दे की यहाँ दो आइडियलस है जिनमे t21 है t21 खुद तथा Ct खुद तो यह दो आइडियल है क्या कोई ओर भी है ऊपर के अभ्यास से क्योकि C फील्ड है I वास्तव मे ft द्वारा जनरेटेड आइडियल है किसी t के लिए परंतु t21 I मे है इसका अर्थ हुआ की t21 को t के f टाइम्स t के g की तरह लिखा जा सकता है Ct के किसी t के लिए अब ft t21 को डिवाइड करता है t21 को डिवाइड करने वाले पोलिनोमीयल क्या है तो हम पॉलीनोमीयलस को ज्ञात करना चाहते है जो t स्कवेर 1 को डिवाइड करते हो तो अब यदि आप इसके बारे मे सोंचे यहाँ ऐसे 4 पॉलीनोमीयल होगे तो निश्चितरूप से 1 इसे डिवाइड करता है 1 टाइम्स t स्कवेर 1 t स्कवेर 1ही होता है तो यह एक संभावना है f के लिए यहाँ के सभी पॉलीनोमीयलस के लिए दूसरी संभावना निश्चितरूप से यह है की t स्कवेर 1 खुद ही खुद को डिवाइड कर ले यह करस्पोंडेंस यहाँ 1 से जनरेट आइडियल होगा दूसरे शब्दों मे Ct तो यहाँ f 1 के बराबर है यहाँ f t स्कवेर 1 के बराबर है तो t स्कवेर 1 से जनरेट आइडियल है t स्कवेर 1 द्वारा जनरेटेड आइडियल मे t स्कवेर 1 होगा ही तो यह स्वाभाविकरूप से दो आइडियल ही जिनमे t स्कवेर 1 होगा अब क्या यहाँ ओर कोई fs होगा जो इसे डिवाइड करता हो निश्चित ही उदाहरण के लिए ti तो यहाँ tI टाइम्स tI t स्कवेर 1 होगा तो तब दूसरे शब्दो मे ti द्वारा जनरेटेड आइडियल मे t स्कवेर 1 होगा इसी प्रकार t I द्वारा जनरेटेड आइडियल मे भी t स्कवेर 1 होगा तो यहाँ 4 आइडियलस होगे जो t स्कवेर 1 को कंटेन करते है तथा अतः यहाँ R मे 4 आइडियलस होगे तथा वह क्या होगे वह 0 आइडियल होगे यह कोरेस्पोंडस करता है तो मैं इन्हे लिखूँगी तथा तब मैं आपको बताऊँगी की इनके कोरेस्पोंडींग Ct मे आइडियलस क्या होगे निश्चित ही यहाँ R तथा यहाँ t bar -i तथा t bar i होगा तो यह R मे आइडियल है Ct मे कोरेस्पोंडींग आइडियल क्या होगा यह 0 के कोरेस्पोंडस होगा यह t स्कवेर 1 के कोरेस्पोंडस हाओगा यह t स्कवेर 1 द्वारा जनरेटेड आइडियल होगा तो यह t स्कवेर 1 द्वारा जनरेटेड आइडियल के कोरेस्पोंडींग है यह सबसे छोटा आइडियल है जी t स्कवेर 1 को कंटेन करता है जो की मैप फाई का कर्नल है तो उन सभी आइडियलस मे सब से छोटा आइडियल जिसमे t स्कवेर 1 है वह t स्कवेर 1 द्वारा जनरेटेड है तथा इसकी R के सबसे छोटे आइडियल जो की 0 होगा से करस्पोंडेंस होगी तथा सब से बड़ा आइडियल जिसमे t स्कवेर 1 होगा वह Ct खुद होगा तथा इसका R के सबसे बड़े आइडियल के साथ करस्पोंडेंस होगी Ct का वह आइडियल जो t I द्वारा जनरेटेड है t bar-i के तथा tI द्वारा जनरेटेड है t bari के करस्पोंडेंस रखता है तो R के 4 आइडियलस है तो R एक इंफिनिटी रिंग है R मे इंफीनिटेली एलिमेंटस है परंतु इसके 4 आइडियलस है तो यह पुनः बाइजेक्टिव करस्पोंडेंस परिणाम का उपयोग है रिंग R के आइडियलस को समझने के लिए नामतः Ct mod t स्कवेर 1हम बाइजेक्टिव करस्पोंडेंस का प्रयोग करेगे तथा तब Ct के आइडियलस के बारे मे हमारी जानकारी से हम निष्कर्ष निकाल सकते है की R के 4 आइडियलस होगे तो आशा है की इन उदाहरणों तथा प्रश्नो से आपको अंदाजा हो गया होगा की रिंग तथा क्वॉशेंट रिंग तथा आइडियलस पर कैसे कार्य किया जाता है तो मैं यहाँ विडियो को समाप्त करूंगी अगले विडियो में हम क्वॉशेंट रिंग के अपने आध्यान को चालू रखेगे तथा मैं आपको कुछ ओर उदाहरण दूँगी आपका धन्यवाद